तो आपका पुनः स्वागत है तथा यह व्याख्यान संख्या 42 हैं तथा हम हमारी वेक्टर स्पेस पर अपनी चर्चा को आगे बढायेगे विशेष रूप से आज एक वेक्टर स्पेस के बेसिस और डायमेंशन के बारे में बात करेगे तो पिछले व्याख्यान से याद करते हैं तोहमने देखा है कि ये वेक्टर समुच्चय हैं ये 4 वेक्टर हैं जो R3 का स्पान्निंग सेट बनाते हैं इसका मतलब यह था कि इस वेक्टर स्पेस R3 के किसी भी एलिमेंट को हम इन 4 वेक्टरों के एक लीनियर कोम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं यह हमने पिछले व्याख्यान में देखा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की सहायता से जिसे हम इसके बराबर लीनियर कोम्बिनेशन से प्राप्त कर सकते हैं और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से जब हम इस रो ईच्लोन फॉर्म को प्राप्त करते हैं तो हम निम्नलिखित निरीक्षण करते हैं हमने क्या देखा है की कॉलम में 3 पिवोट्स हैं कॉलम 1 में पिवोट है हमारे कॉलम 2 में भी हमारे पास पिवोट हैं कॉलम 3 में भी है जबकि कॉलम 4 में नहीं है और इसे हम फ्री वेरियेबल कहते हैं तो इस सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस के साथ हम क्या देखते हैं कि लैमडा 4 फ्री वेरिएबल है और इसका अर्थ है कि हम इस लैमडा 4 को जो भी मान चाहे वह दे सकते हैं तो अब हम इन लीनियर कोम्बिनेशन को कोई भी मान दे सकते है तो लैमडा का अलग मान लेने पर हमारे पास एक अलग लीनियर कोम्बिनेशन है जो हमें वेक्टर को वास्तव में देगा इसलिए यह एक स्पान्निंग सेट का निर्माण करता है क्योंकि कोई भी वेक्टर कोई भी आरबिटरेरी वेक्टर हम R3 स्पेस से चुन सकते हैं और हम नीचे दिए गए 4 वेक्टर्स के लीनियर कोम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं यहाँ यह दिलचस्प है कि हमारे पास एक अद्वितीय निरूपण नहीं है इस फ्री वेरिएबल के कारण इसलिए जब हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है तो हम इस लैमडा 4 का कोई भी मन चाहा मान ले सकते हैं जिससे दिए गए वेक्टर का निरूपण भी बदल जाता है तो यह लीनियर कोम्बिनेशन भी बदल जाएगा पिछले व्याख्यान में भी यह देखा गया था अगर हम उदाहरण के लिए चोथा वेक्टर नहीं लेते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास यह कॉलम नहीं है यह कॉलम हम अब हटा सकते हैं तो उस स्थिति में यह एक परीस्थिति थी और अब हम इस स्थितिमें हम क्या निरीक्षण करते हैं कि हमारे पास प्रत्येक स्तंभ में एक पिवोट है और कोई फ्री वेरिएबल नहीं है मतलब जब हमारे पास फ्री वेरिएबल नहीं होगा तो हमें मूल रूप से अद्वतीय निरूपण मिलेगा इस निकाय का अद्वतीय हल प्राप्त होगा और आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इन 3 वेक्टर्स का स्पनिंग सेट है यह 4 वेक्टर भी स्पनिंग सेट बनाते हैं फिर हम अब इस विचार पर आते है कि हमें कितने वास्तविक न्यूनतम वेक्टर चाहिए ताकि हम दिए गए वेक्टर स्पेस को स्पान कर सकें उदाहरण के लिए इस स्थिति में हमने देखा है कि इन 3 वेक्टोर्स को ले कर हम पूरे वेक्टर स्पेस को स्पान कर सकते हैं और साथ ही मुख्य बिंदु यह है कि हमारे पासR3 के किसी भी वेक्टर का अद्वितीय निरूपण भी है यदि हम इन 3 वेक्टर को लेते हैं लेकिन अगर हमने 4 वेक्टर ले लिये है अभी भी यह एक स्पान्निंग सेट का निर्माण कर रहे हैं लेकिन हमें एक अद्वितीय निरूपण नहीं मिल रहा है इसलिए अब इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम बेसिस और डाइमेंशन्स की परिभाषाओं को जारी रखेंगे तो बेसिस एक लीनियर रूप से स्वतंत्र समुच्चय है जो एक वेक्टर स्पेस को स्पान करता है तो सरल परिभाषा यह है की एक स्पान्निंग सेट है क्योंकि इससे पूरे वेक्टर स्पेस का स्पान होना चाहिए लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है कि लीनियर स्वतंत्र समुच्चय होना चाहिए तो बेसिस और कुछ नहीं है लेकिन स्पान्निंग सेट है जिसमें सभी लीनियर स्वतंत्र वेक्टर हैं इसे ही हम बेसिस कहते हैं पहले के उदाहरण की तरह हमारे पास स्पान्निंग सेट में हम वह सभी 4 सदीश या केवल उन 3वेक्टर्स ं को ले सकते है लेकिन अगर हम उन 3 वेक्टर्स ं को लेते हैं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनके वेक्टर लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं लेकिन समुच्चय में उन 4 वेक्टर्स ं को लेने पर समुच्चय लीनियर रूप से डिपेंडेंट हो जाता है यह हम पिछले व्याख्यानो में विकसित किए गए सिद्धांत से देख सकते हैं तो वे 3 वेक्टर जो लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं और उन वेक्टर के लिए हम कह सकते हैं कि वे एक बेसिस बनाएंगे 4 वेक्टर 4 भी स्पान्निंग सेट बना रहे है लेकिन वह R3 का बेसिस नहीं होगा तो अब डायमेंशन तो बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या को वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कहा जाता है तो यहां एलिमेंट्स की कितनी संख्या हैं उस बेसिस में कितने एलिमेंट हैं इन्हें वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कहा जाता है तो ये दो संख्याएं बेसिस हैं जो वेक्टर का समुच्चय हैं और वह यह है कि दि गई वेक्टर स्पेस को स्पान करता हैं और यहां यह संख्या जो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के बारे में बताती है दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं बस यहां ध्यान दें कि V में हर वेक्टर को बेसिस वेक्टर्स के एक रेखीय कोम्बिनेशन के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है और इस तथ्य को हम पिछले उदाहरण के बेसिस पर समझ सकते हैं जब हमारे पास बेसिस होता है बेसिस का मतलब है कि आपके पास लीनियर स्वतंत्र वेक्टर हैं और जब आपके पास लीनियर रूप से स्वतंत्र वेक्टर होते हैं तो कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा जब हम इस V के वेक्टर के लीनियर कोम्बिनेशन के रूप में बात करेगे तो यह निरूपण अद्वितीय भी होगा जब भी हमारे पास स्पान्निंग सेट के रूप में बेसिस होने पर लीनियर स्वतंत्र वेक्टर होते हैं तो निरूपण भी अद्वितीय होगा और वेक्टर स्पेस 0 में हमारे पास केवल एक एलिमेंट है तो यह विशेष स्थिति है ओर हम इस डायमेंशन को परिभाषित करते है तो आइए हम यहां पर वेक्टर स्पेस का उदाहरण लें जिसका हमने पहले ही अध्ययन किया है अब हम इस बारे में बात करेंगे कि इस वेक्टर स्पेस Rn का बेसिस क्या है और इसका डायमेंशन क्या है तो हम इन वैक्टरों को अब बहुत विशेष वेक्टर मानते हैं जिसे हम Rnका मानक बेसिस कहते हैं तो इन वेक्टर और पर विचार करें तो इस तरह से हमने इन अव्यवो को परिभाषित किया है ये एलिमेंट निश्चित रूप से Rn के हैं तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये वेक्टर लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं सर्वप्रथम हम आसानी से जाँच सकते हैंऔर हमने पहले भी जाँच की है इसलिए हमें केवल इतना देखना है और जब हम 0 वेक्टर लेते है तो हमें व ये सभी 0 प्राप्त होते हैं जिन्हें हम आसानी से इस संरचना के कारण देख सकते है इससे हमें 00 और अन्य भी इसी प्रकार प्राप्त होते हैं तो यह देखने के लिए यह जाहिर है कि यह वेक्टर का समुच्चय लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं तो यह सभी वेक्टर लीनियर स्वतंत्र है हमें और क्या देखना है तो हम वेक्टर स्पेस का बेसिस तथा डायमेंशन ज्ञात करेगे तो उसके लिए हमें स्पान्निंग सेट की आवश्यकता होगी जो की वास्तव में वेक्टर स्पेस के प्रत्येक वेक्टर को अपने वेक्टोर्स के रूप में स्पान कर सकता है तो यहाँ यह संभव हे या नहीं इसकी जाँच करेगे तो यहाँ यह n वेक्टर दिए गए है यदि हम से कोई वेक्टर लेते है तो यह का एलिमेंट है तो यदि हम में से कोई सामान्य वेक्टर लेते है तथा इसे हम कहते है तब हम देखते है की हम इस वेक्टर को वेक्टोर्सकी सहायता से निरुपित कर सकते है इस स्थिति में वेरिएबल अत्यंत सरल है तथा इन्हें मानक बेसिस कहते है तो इस v को लिखा जा सकता है और कंही और हमें कुछ नहीं मिलाने वाला है क्योकि अन्य सभी वेक्टर्स में पहला पद 0 हैके लिए का दूसरा पद 1 है बाकि सभी में द्वितीय स्थान पर 0 है तो सामान्यरूप में के लिए हमारे पास यही एक दूसरी स्थिति है और इसी प्रकार अन्य भी तो हम के किसी भी वेक्टर v को दिए गए वेक्टर्स के लीनियर कोम्बिनेशन के रूप में प्रदर्शित कर सकते या कर चुके है तो यह बेसिस के सभी प्रगुण को संतुष्ट करता है यह एक स्पान्निंग सेट है क्योकि हम वेक्टर स्पेस के किसी भी वेक्टर को इन वेक्टोर्स के लीनियर कोम्बिनेशन के रूप में स्पान कर सकते है तथा साथ ही यह वेक्टर लीनियर रूप से स्वतंत्र भी हैं तो यह बेसिस बनाते है हमें के लिए एक बेसिस मिल जाता है यहाँ यह समुच्चय का एक बेसिस बनता है और अब डायमेंशन यह इस समुच्चय में अव्यवो की संख्या है तो यहाँ हमारे पास है यहाँ n एलिमेंट है तथा इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n होगा यह उदाहरण जहां हम सभी 2 ×3 वेक्टर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं या सामान्य तौर पर हम की चर्चा कर सकते हैं तो सामान्यीकरण के लिए आइए हम इस 2 ×3 को लेते हैं लेकिन हम इस विचार का भी विस्तारपर कर सकते हैं तो यहां उन सभी 2 ×3 मैट्रिक्स के वेक्टर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हम इन वेक्टोर्स पर यहां विचार करते हैं तो इस स्थान पर 1 है और अन्य सभी स्थान पर 0 है इसी तरह अब दूसरे स्थान पर 1 है अन्य सभी 0 हैं और इसी तरह अन्य के लिए भी हम इसे जारी रखते हैं हमें ये 6 मैट्रिक्स मिलते हैं जहाँ 1 मैट्रिक्स की केवल पहली स्थिति में मौजूद है ओर बाकि सभी 0 हैं दुसरे में 1 यहाँ उपस्थिति है ओर बाकि सभी 0 हैं इसी प्रकार अन्य हैं इस विशेष संरचना के साथ फिर से इस 2x3 मैट्रिक्स कीवेक्टर स्पेस के लिए मानक बेसिस हैं हम पिछले व्याख्यान में एक वेक्टर स्पेस के प्रारूप को पहले ही देख चुके हैं तो यहाँ हम इसके बेसिस और इसके डायमेंशन को कैसे ज्ञात करे इस बारे में बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं और 2×3के मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस को स्पान करते हैं वे लीनियर रूप से स्वतंत्र क्यों हैं फिर से वही तर्क जो पूर्व के व्याख्यान में था तो यदि हम इन्हें वेक्टर और इसेयहाँ यह हैतथातथा और पुनः हम वही करेगे की हम यहाँ यह लीनियर कोम्बिनेशन लेगे तोजब हम इसकी गणना करते है यह और कुछ नहीं बल्कि है हमें मैट्रिक्स मिलाता है जिसमें और इन प्रविष्टियों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है तो यह लीनियर रूप से स्वतंत्र वेक्टर है दूसरा जिसकी हमें जाँच करनी होगी वह है की क्या यह 2×3 मैट्रिक्स के वेक्टर स्पेस का स्पान करते है या नहीं इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ऐसा करते हैं क्योंकि अगर हम किसी वेक्टर किसी मैट्रिक्स को इस2 ×3 मैट्रिक्स या किसी एलिमेंट को हम केवल वेक्टर कहते हैं इसलिए हम यहां कुछ भी लेते हैं उदाहरण के लिए इस स्पेस 2 ×3 स्पेस से एक सामान्य मैट्रिक्स लेते हैं और इस दिए गए वेक्टर की मदद से हम आसानी से इसे इस तरह से स्पान कर सकते है जैसे पहले a का गुणा प्रथम रो से किया जाना चाहिए और यह b का गुणा दूसरी रो से और इसी प्रकार अन्य भी किये जाने चाहिए यदि हम इसे जारी रखते हैं तो यह इस वेक्टर स्पेस से इस सामान्य वेक्टर का निरूपण मिलेगा और यह दर्शाता है कि हम इन वेक्टोर्स के रूप में इस वेक्टर स्पेस से किसी भी वेक्टर को निरुपित कर सकते हैं जो की संख्या मे 6 है तो निष्कर्ष क्या है की यह वेक्टर इस वेक्टर स्पेस के एक बेसिस का निर्माण करते है तथा डायमेंशन और कुछ नहीं बल्कि यह गुणन 2 × 3 है या हमारे पास यह 6 मैट्रिक्स है तो डायमेंशन 6 है जिसका के मैट्रिक्स के लिए इसी अवधारणा के साथ सामान्यीकरण किया जा सकता है एक और उदाहरण जहां हम वेक्टर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं जो सभीn या इससे कम घात के बहुपद है फिर से इस उदाहरण को हमने देखा है कि यह एक वेक्टर स्पेस है और अब हम यहां इस समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं तो यह n1 बहुपद हमने लिए हैं और हम दावा करते हैं कि यह वास्तव में का एक बेसिस है और यह बेसिस क्यों बनता है कारण फिर से स्पष्ट है कि हमें जांचना होगा कि क्या यह लीनियर रूप से स्वतंत्र है जिसे हम जांच सकते हैं जैसा कि हमने अन्य उदाहरणों के लिए किया है इसे 0 लेंगे और यह तभी संभव है जब सभी लैम्डा 0 हों तो स्वाभाविक रूप से ये सभी के लीनियर रुप से स्वतंत्र वेक्टर हैं दूसरा हमें जांचना होगा में से जो भी बहुपद हम लें हम इनकी सहायता से उस बहुपद को निरुपित कर सकते हैं तो यहाँ फिर से अगर हम कोई बहुपद लेते हैं जो माना यह स्पेस Pn का एक सामान्य बहुपद है तो हमारे पास यह Pn से है अतः इनकी घात n से कम या बराबर होगी इसलिए उदाहरण के लिए हमने इस सामान्य बहुपद को लिया है इस दिए गए बहुपद की मदद से हम आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ a0 को इस 1से गुणा किया जाएगा और यह a1 को इस t के साथ और इसी तरह से अन्य को भी तो यह इन दिए गए वेक्टर्स ं का लीनियर कोम्बिनेशन है इसलिए हम इस समुच्चय या इस स्पेस Pn के किसी भी एलिमेंट का निरूपण इन दिए गए वेक्टर के लीनियर कोम्बिनेशन द्वारा कर सकते है इसलिए यह समुच्चय Pn के लिए फिर से एक बेसिस बनाता है जिस पर हम बाद में अधिक स्पष्टीकरण के लिए फिर आएंगे यह बेसिस अद्वितीय नहीं है तो यह एक समुच्चय है जो एक बेसिस बनता है अन्य समुच्चय भी हो सकता हैं जो भी बेसिस बनाता हो जैसा की पूर्व के उदाहरणों के प्रथम उदाहरण में जहाँ हमने 3 वेक्टर से शुरू किया था जो बेसिस बनाते हैं और वे मानक बेसिस नहीं थे तो हम उदाहरण के लिएR3 के लिए और और भी चुन सकते हैं तो यह भी R3 के लिए बेसिस बनेगा और उदाहरण में हमने देखा है की एक वेक्टर था और एक था और तीसरा एक था तो यह मानक बेसिस नहीं था लेकिन वे भी बेसिस थे इसलिए बेसिस अद्वितीय नहीं हैं हमारे पास एक अलग अलग समुच्चय हो सकता है मुख्य गुण हैं की अव्यवो को लीनियर रूप से स्वतंत्र होना चाहिए जो कि एक प्रगुण है और दूसरा यह होना चाहिए कि उन्हें पूरे वेक्टर स्पेस का स्पान करना चाहिए तो यहाँ हमने देखा की के लिए बेसिस है तथा डायमेंशन बेसिस में अव्यवो की संख्या है जो यहाँ n1 है अभी तो डायमेंशन n1 होगा एक और उदाहरण जहाँ हम हमारी समस्या पर वापस आएगे यहाँ Ax0 होमोजिनियस लीनियर समीकरणों का निकाय है तथा हम जानते हे की इसका हल भी एक वेक्टर स्पेस का निर्माण करता है तो यहाँ यह A है इस A के साथ उदाहरण के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली थी और हम इस A को इस एक्लोन रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तथा यहाँ में हमारे पास फ्री वेरिएबल हैं तो यह पिवोट यहाँ है परन्तु इस कॉलम में पिवोट नहीं है यहाँ साथ ही इसमे पिवोट नहीं है तो हमें इन तथा को फ्री वेरिएबल तथा लेना पड़ेगा हम अन्य सभी की गणना कर सकते हैं और जब हम इन्हें संयुक्त करते है तो यह समीकरण हमें मिलता है की यहाँ कुछ नहीं बल्कि है तो हम यह देखते है की इन दो वेक्टोर्स की सहायता से हम का पूरा समुच्चय पूरा हल समुच्चय बना सकते है क्योकि हमें बस इन संख्याओ अल्फ़ा को बदलते रहना है तथा हम अल्फ़ा का कोई भी मान ले वह का हल होगा तोके प्रत्येक हल को हम इन दोनों वेक्टर्स से बना सकते है तथा इन दो वेक्टर्स को देखने से ही हम बता सकते है की यह लीनियर स्वतंत्र वेक्टर है जिसे आसानी से प्रमाणित भी किया जा सकता है हम इस लीनियर कोम्बिनेशन समुच्चय की सहायता से इसे 0 के बराबर करते है जिसका अर्थ होता है यह गुणांक है तो ये दो वेक्टर लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं और उनके लीनियर कोम्बिनेशन द्वारा हम हल समुच्चय के किसी भी वेक्टर को बना सकते है तो इसका मतलब है कि ये दो वेक्टर एक बेसिस बनाते हैं क्योंकि यह बेसिस का एक प्रगुण है हम इन दोनों की सहायता से या इन दोनों वेक्टोर्स के एक लीनियर कोम्बिनेशन के रूप में इस निर्धारित हल समुच्चय के किसी भी एलिमेंट को बना सकते हैं और ये दोनों वेक्टर लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं तो वे हल समुच्चय को स्पान करते हैं और ये दो वेक्टर लीनियर रूप से स्वतंत्र होते हैं और इसलिए वे एक बेसिस बनाते हैं तो ये वेक्टर हल बनाने वाले वेक्टर हैं और ये वेक्टर लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं इसलिए ये याद रखें की यह वेक्टर यहां नल स्पेस का एक बेसिस बनाते हैं तो इस हल समुच्चय को एक विशेष नाम दिया गया था जिसे हम नल स्पेस कहते है यह एक वेक्टर स्पेस है जिसे नल स्पेस कहा जाता है तो ये वेक्टर A के शून्य स्पेस के लिए एक बेसिस बनाते हैं और इस विशेष स्थिति में A के इस रिक्त स्पेस के डायमेंशन को फिर से एक नाम दिया गया है इसको नलिटी कहा जाता है तो नलिटी और कुछ भी नहीं बल्कि A के नल स्पेस का डायमेंशन है हमारे पास अवलोकन के आधार पर इन बेसिस और डायमेंशन के बारे में कुछ उपयोगी परिणाम हैं तो माना कि V परिमित डायमेंशन n का एक वेक्टर स्पेस दिया गया है तो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है तो V में कोई भी n 1 या अधिक वेक्टर लीनियर रूप से डिपेंडेंट हैं तो यह एक और अच्छा परिणाम है हम इन सभी परिणामों को साबित नहीं करने जा रहे हैं लेकिन कुछ सरल उदाहरणों की मदद से कम से कम यह समझा जा सकता है कि ये परिणाम कैसे सही हैं तो यहाँ हमारे उदाहरण में कोई n1 वेक्टोर्स या जैसे हमने इस व्याख्यान की शुरुआत में आज 4 वेक्टर लिए थे लेकिन वे लीनियर रूप से डिपेंडेंट थे और वह एक स्पान्निंग सेट था लेकिन यह एक लीनियर डिपेंडेंट समुच्चय था इसलिए यह एक बेसिस नहीं था इसमे 4वेक्टर थे जबकि हमने देखा है कि उन में से 3 वेक्टर्स को पहले 3वेक्टर्स को लेते हैं जो एक लीनियर स्वतंत्र समुच्चय बनाते हैं और स्पान्निंग सेट भी है तो यह बेसिस था इसलिए बेसिस में 3वेक्टर थे R3 के लिए और अगर 4 वेक्टर हैं जो कि स्पान करता हैं तो भी वे बेसिस नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनमें से 4 वेक्टर को लीनियर रूप से डिपेंडेंट होना पड़ता है यह यहाँ परिणाम है तो V से हम कोई भी n1 या अधिक वेक्टर लेते हैं तो ये आवश्यक रूप से लीनियर डिपेंडेंट होना चाहिए तो एक वेक्टर स्पेस के लिए जिसका डायमेंशन n है हमें n लीनियर स्वतंत्र वेक्टर से अधिक प्राप्त नहीं हो सकते हैं यदि हम कोई भी n 1 या अधिक वेक्टर लेते हैं तो वे लीनियर डिपेंडेंट होंगे जब V का बेसिस n होता है तो कोइ भी n लीनियर स्वतंत्र वेक्टोर्स का समुच्चय एक बेसिस होता है एक और अच्छा परिणाम है कि हमें अव्यवो को चुनने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई भी n एलिमेंट ले सकते हैं लेकिन यह समुच्चय लीनियर स्वतंत्र होना चाहिए तो कोई भी समुच्चय जिसमे n लीनियर रूप से स्वतंत्र वेक्टर होते हैं वह एक बेसिस होगा क्योंकि बेसिस के लिए ये स्वतः ही स्पान्निंग सेट होंगे हम किसी भी n वेक्टोर्स को लेते हैं जो लीनियर रूप से स्वतंत्र होते हैं वह बेसिस होगा और n अव्यवो वाला कोई भी स्पान्निंग सेट है तो फिर से n अव्यवो के साथ स्पान एक ही स्थिति है यह बेसिस भी होगा तो यदि एक वेक्टर स्पेस का परिमित बेसिस है तो इसके सभी बेसिस में अव्यवो की संख्या समान होगी यह एक और अच्छा परिणाम है कि यदि हमारे पास बेसिस में अव्यवो की संख्या n है तो आपके पास कितने ही भिन्न भिन्न तरह से बेसिस समुच्चय हो पर उनमे अव्यवो की संख्या सामान होगी यह n डायमेंशन है तो हम n डायमेंशन के वेक्टर स्पेस का बेसिस कुछ भी ले इस समुच्चय में n एलिमेंट ही होगे और किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में अव्यवो की संख्या डायमेंशन कहलाती है जिसकी हमने पहले ही चर्चा कर ली थी तो उदाहरण के लिए हम 4वेक्टर्स का उदाहरण लेते हैं 1111𝑇 0111𝑇 0011𝑇 0001𝑇 और ये R4 का बेसिस बनाते हैं ध्यान दें कि यह वेक्टर लीनियर स्वतंत्र हैं हम यह आसानी से जाँच कर सकते हैं कि वे लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं जब भी हमारे पास ऐसी कोई विशेष संरचना हो सभी 1 और फिर तीन 1 फिर दो एक और 1 तो वे एक बेसिस बनाते हैं जो हमने R3 की स्थिति में देखा है तो यह एक बेसिस बनाता है क्योंकि ये लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं और हम जानते हैं कि R4 का डायमेंशन 4 है इसलिए हमें यह जाँचने की आवश्यकता नहीं है हमें यह जाँचना है कि वे लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं और वे संख्या में 4 हैं क्योंकि हम ℝ4 का डायमेंशन जानते हैं तो अगर हमारे पास लीनियर रूप से स्वतंत्र कोई भी 4 वेक्टर हैं केवल यह 4 वेक्टर बल्कि कोई भी 4 लीनियर स्वतंत्र वेक्टर हम किसी भी 4 लीनियर स्वतंत्र वेक्टर को चुन सकते हैं वे वेक्टर एक बेसिस बनाएंगे तो यहाँ दिए गए वेक्टर लीनियर स्वतंत्र है और यह एक बेसिस बनेगी क्योंकि डायमेंशन 4 है और हमारे पास 4 लीनियर स्वतंत्र वेक्टर है तो यदि हम के इन 4 वेक्टोर्स पर विचार करें और हम जानते हैं कि इसका डायमेंशन 3 है तो जब डायमेंशन 3 है तो ये वेक्टर लीनियर रूप से डिपेंडेंट होने चाहिए वे लीनियर रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं क्योंकि यदि वे लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं तो वे एक बेसिस बना सकते हैं इसके अलावा अगर वे लीनियर रूप से स्वतंत्र हैं और वे को स्पान कर सकते हैं तो वे भी बेसिस हो सकते हैं लेकिन बेसिस में केवल 3 एलिमेंट होंगे इससे अधिक नहीं तो यहाँ हमारे पास 4 एलिमेंट हैं तो निश्चित रूप से यह लीनियर रूप से डिपेंडेंट है जो यहाँ R3 के डायमेंशन 3 के कारण कह सकते है तो इसका ऐसा कोई बेसिस नहीं हो सकता जिसमे 4 एलिमेंट हो तो निष्कर्ष यह है की वेक्टर स्पेस का डायमेंशन लीनियर रूप से स्वतंत्र वेक्टोर्स की अधिकतम संख्या होती है तथा बेसिस लीनियर रूप से स्वतंत्र वेक्टर होते है जो वेक्टर स्पेस को स्पान करते है तो यह वह सन्दर्भ है जो इस व्याख्यान में प्रयुक्त हुए है और बहुत बहुत धन्यवाद